इस व्याख्यान में आपका स्वागत है अब हम रिसीविंग ऐन्टेना के एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण को देखेंगे जिसके द्वारा हम फिर से बहुत सी चीजों का पता लगा सकते हैं विशेष रूप से एक एंटीना कितनी शक्ति प्राप्त कर रहा है अगर हम इस पैरामीटर को पा सकते हैं तो मदद मिलेगी इसे एक एंटीना का प्रभावी एपर्चर कहा जाता है वास्तव में हर एंटीना में एक प्रभावी एपर्चर होता है लेकिन आप देखते हैं कि जब हम एपर्चर टाइप एंटीना की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यह वास्तव में केवल एक लंबाई है तो इसकी कोई चौड़ाई नहीं है इसका क्षेत्रफल शून्य है लेकिन कृपया याद रखें कि यह भौतिक क्षेत्रफल है शायद शून्य या बहुत छोटा है क्योंकि इसकी चौड़ाई छोटी है लेकिन एक एंटीना होने के लिए इसका उच्च प्रभावी क्षेत्रफल होना चाहिए वह प्रभावी क्षेत्रफल वास्तव में एक विद्युत अवधारणा है यह कोई भौतिक क्षेत्रफल की चीज नहीं है इसलिए प्रभावी क्षेत्रफल यदि यह उच्च नहीं है तो यह एंटीना बिल्कुल नहीं है और यह वास्तव में वहां से शक्ति लेने में सक्षम नहीं होगा किसी भी एंटीना के बहुत से कार्य है यहां बहुत सारी तरंगे शक्ति निकलने के लिए चल रही हैं ताकि यह करने में सक्षम न हो अगर इसमें एक बड़ा प्रभावी क्षेत्रफल न हो अब अन्य एपर्चर एंटेना के लिए इस प्रभावी एपर्चर की कल्पना करना मुश्किल नहीं है क्योंकि आप देखते हैं कि अगर मैं एक एपर्चर को बड़े और बड़ा बनाता हूं तो एपर्चर अधिक शक्ति लेगा और जाहिर है सभी शक्तियां मैं नहीं ले सकता क्योंकि तब मुझे पूरे एपर्चर पर समान प्रदीपन की आवश्यकता है इसलिए प्रदीपन में गैर एकरूपता के कारण एक एंटीना का प्रभावी एपर्चर हमेशा भौतिक से कम होता है इसलिए हमें फील्ड थ्योरी के ज्ञान से यह पता लगाना होगा कि प्रभावी एपर्चर कितना है यह एक से कितना कम है लेकिन इसलिए अब हम एकरूप कर सकते हैं कि क्या यह वायर टाइप एंटीना है या एपर्चर टाइप एंटीना या उस चीज़ का मिश्रण तो उसमें हमेशा एक एपर्चर है तो और यह कि उस एपर्चर की अवधारणा क्या है जिसे हमने माना कि यह वह क्षेत्र है जो किसी भी स्थान पर है हम जानते हैं कि फील्ड थ्योरी में अंततः अगर मुझे पता है कि एंटीना या तो विकिरण कर रहा है या विकिरण प्राप्त कर रहा है इसलिए इस बिंदु पर विकिरण क्या है जिसे हम कहते हैं शक्ति घनत्व जिसे हम हमेशा पता लगा सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र है वह हमेशा एक बिंदु पर विद्युत घनत्व से निकला जा सकता है अब मुद्दा यह है कि जो भी कुल शक्ति एंटीना ले रहा है वह कुछ भी नहीं है यह उस शक्ति घनत्व और प्रभावी क्षेत्र का गुणा है इसलिए मैं कह सकता हूं कि मान लीजिए कि मेरे पास एक एंटीना है और कुछ विद्युत चुम्बकीय तरंग इंसिडेंट वेव आ रही है इसलिए इस बिंदु पर मेरे पास कुछ शक्ति घनत्व है अब यह शक्ति घनत्व है इसकी इकाई वाट प्रति वर्ग मीटर है अब इसे एंटीना के प्रभावी क्षेत्र से गुणा जाता है तो मुझे एंटीना द्वारा प्राप्त कुल शक्ति मिल जाएगी एंटीना द्वारा प्राप्त या निकाला गया इसलिए मैं कह सकता हूं कि यदि शक्ति घनत्व में हमारे पास आम तौर पर यह व्यंजक Wi प्रतीक है प्रभावी क्षेत्र Ae है इसलिए मैं इसे कुल शक्ति कह सकता हूं तो प्रभावी क्षेत्र के लिए यह सूत्र है तो प्रभावी क्षेत्र इसका आम तौर पर इकाई वर्ग मीटर होगा यह वाट प्रति वर्ग मीटर है और यह वाट है तो एंटीना द्वारा प्राप्त की गई कुल शक्ति या आप कह सकते हैं कि मैं एंटीना द्वारा प्राप्त की गई कुल शक्ति को कैसे मापता हूं आप कह सकते हैं कि एंटीना द्वारा प्राप्त कुल शक्ति और लोड को को दी गयी शक्ति या लोड द्वारा प्राप्त कुल शक्ति क्योंकि अंततः एंटीना एक लोड से जुड़ा होगा इसलिए जो भी कुल शक्ति प्राप्त हुई क्योंकि मैं माप नहीं सकता कि एंटीना द्वारा प्राप्त की गई शक्ति क्या है इसे हम एक लोड में माप सकते हैं तो हम लोड द्वारा प्राप्त की गई कुल शक्ति को सही कर सकते हैं या लोड को वितरित कर सकते हैं तो अब हम देखते हैं कि एंटीना के लिए इसे कैसे निकालना है इसलिए मैं अब यह लिख सकता हूं कि प्रभावी क्षेत्र Ae PT है या मुझे अव्यक्त नामकरण के साथ कुछ भ्रम हो सकता है तो आइए हम इसे PT बनाते हैं तो Ae PT by Wi के आधा के बराबर है PT आधा IT IT क्या है यह आईटी मॉड स्क्वायर है इस IT को इनपुट इम्पिडेन्स के मामले में देखा गया है वह रिसीविंग मोड है यह थेवेनिन Thevenin's के समतुल्य सर्किट में है यह थेवेनिन का सर्किट है RT और XT लोड में कितनी शक्ति होगी इसकी गणना हम यहां से कर सकते हैं IT mod वर्ग RT का आधा यही मैं लिख रहा हूं तो यह हम पहले ही देख चुके हैं तो अब मेरे पास क्या है यह व्यंजक तो क्या मैं सीधे लिख सकता हूं कि IT square का आधा तो Ae कोंजूगेट मैचिंग के तहत VT square by 2 RT by RA होगा जब हम कहते हैं कि हम कोंजूगेट मैचिंग के तहत लोड को अधिकतम शक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो यह Ae प्रभावी क्षेत्र जाहिर है अधिकतम शक्ति वहां पहुंचाई जाएगी तो उस समय हम Ae को Ae max कह सकते हैं प्रभावी एपर्चर अधिकतम हो हो जाता है तो आप देखते हैं कि यह विद्युत अवधारणा है जिसमें कोंजूगेट मैचिंग के तहत Ae का मान बदल रहा है कोंजूगेट मैचिंग के तहत इसका मूल्य अधिकतम में बदल दिया जाता है तो एंटीना का Ae एक फिक्स चीज नहीं है लेकिन अगर आप बाहरी या जनरेटर इम्पिडेन्स या लोड इम्पिडेन्स आदि के साथ मेल कराते हैं तो यह बदल जाता है और इसलिए इसका मूल्य होगा यदि आप इसे कोंजूगेट मैचिंग करते हैं इसका मतलब है कि कोंजूगेट मैचिंग की स्थिति क्या है मुझे लिखने दो कि RA plus RL RT के बराबर होगा और XA minus XT के बराबर होगा तो फिर यह VT square by 8 Wi होगी फिर RA plus RL तो वास्तव में अगर कोई पोलेराइजेशन मिसमैच नहीं है तो बाद में एक विचार प्रयोग से पता चलेगा कि वास्तव में Ae max का मूल्य lambda not square by 4 pi into G के बराबर होगा यह साबित होगा लेकिन आप यहां लिखते हैं कि यह अधिकतम मूल्य है तो आप देखते हैं कि यदि आप ऑपरेटिंग आवृत्ति जानते हैं तो आप lambda not जानते हैं और फिर वास्तव में यह अधिकतम प्रभावी क्षेत्र किसी भी एंटीना का संबंध एंटीना की एक और मापने योग्य मात्रा से संबंधित है जो कि G है G क्या है G G theta का अधिकतम मूल्य है जिसका अर्थ है एंटीना का गैन अब गैन अगर हम हमेशा एक ट्रांसमिटिंग चीज के रूप में परिभाषित करते हैं तो आप देखते हैं कि यह एंटीना की रिसीविंग विशेषता और ट्रांसमिटिंग विशेषता के बीच एक संबंध है तो ट्रांसमिटिंग विशेषता G है हम जानते हैं कि G को कैसे मापना है आप शक्ति पैटर्न को निकाल सकते हैं आप पाते हैं कि विभिन्न बिंदुओं पर शक्ति वितरण क्या है और इससे आप पता लगा सकते हैं कि अधिकतम G क्या है तो अब आप पा सकते हैं कि अगर हम उसी एंटीना का उपयोग रिसीविंग ऐन्टेना के रूप में करते हैं तो क्या संबंध है इसका प्रभावी क्षेत्र क्या है तो वही एंटीना जो आपके पास विशेषित है स्थानिक गैन है अब आप जानते हैं कि अगर मैं इसे रिसीविंग ऐन्टेना के रूप में उपयोग करता हूं तो यह कितनी शक्ति लगा लगाएगा इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि यह प्रभावी क्षेत्र है यह भौतिक क्षेत्र का कुछ हिस्सा है या इसका मतलब एपर्चर एंटीना के लिए है एपर्चर एंटीना प्रभावी क्षेत्र Ae हम एंटीना के भौतिक क्षेत्र के कुछ अंश कह सकते हैं हमेशा यह भौतिक क्षेत्र से कम है और यह बात हमने भी देखी है कि वास्तव में एंटीना की विद्युत दूरी यह निर्धारित करती है कि यह क्षेत्र है वायर एंटीना के मामले में जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि यह भौतिक क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक है तो एपर्चर एंटीना के मामले में मामला विपरीत है प्रभावी क्षेत्र भौतिक क्षेत्र की तुलना में कम है वायर एंटीना के मामले में प्रभावी क्षेत्र भौतिक क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक है अन्यथा इसका उपयोग किसी चीज के रूप में नहीं किया जा सकता है अब हम यह साबित करने के लिए चलते हैं कि यह कई बार एक महत्वपूर्ण संबंध है हम इसका उपयोग संचार राडार आदि के अधिकांश मॉडलों में करेंगे इस सूत्र का उपयोग किया जाता है लेकिन यह साबित करने के लिए हमें एक बात का पता लगाना होगा यह प्रभावी क्षेत्र अवधारणा है जिसे हमने वास्तव में व्याख्यान की शुरुआत में पेश किया है हमने धारा तत्व के कुछ एंटीना पैरामीटर को पाया है लेकिन हमनें इसका प्रभावी क्षेत्र प्राप्त नहीं किया है तो आइए हम पाते हैं कि क्योंकि एक धारा तत्व का प्रभावी क्षेत्र एक बहुत ही उपयोगी मात्रा है क्योंकि उस समय आपने देखा है कि यह एक बहुत अच्छा रेडिएटर नहीं है जिसका अर्थ है हमने कहा कि इसकी रेडिएशन एफिशिएंसी बहुत अधिक नहीं है जिसकी हमनें उस समय गणना की थी लेकिन अन्यथा डायरेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक के रूप में धारा तत्व बहुत अच्छा है जिसे हमने नहीं पाया है क्योंकि हमने न तो गैन पाया है और न ही धारा तत्व का प्रभावी क्षेत्र पाया है इसका मूल कारण यह है की उस समय हमने इस अवधारणा को पेश नहीं किया है तो अब हम इसे करते हैं ठीक है मान लीजिए कि मेरे पास एक धारा तत्व है और एक इंसीडेंट वेव आ रही है और हम मानते हैं कि यह इंसीडेंट वेव यह धारा तत्व z निर्देशित है और इंसीडेंट वेव भी z निर्देशित है इसलिए धारा तत्व और इंसीडेंट वेव के बीच कोई पोलेराइजेशन मिसमैच नहीं है हम यह भी मानते हैं कि यह एक दोषरहित धारा तत्व है जिसका अर्थ है कि इसका RL शून्य है तो हमारे संबंध से यह Aa max क्या होगा क्योंकि हमने पिछली बार इस संबंध को पाया है कि Ae max VT square by 8 Wi RA plus RL है इसलिए यहां अगर मैं डालता हूं तो यह VT square by 8 Wi Ra होगा क्योंकि मैं RL को शून्य के बराबर ले रहा हूं अब एक धारा तत्व के लिए VT क्या है आप देखते हैं कि मेरे पास एक विद्युत क्षेत्र E है और मुझे पता है कि यह दूरी इतनी है क्या मैं कह सकता हूं कि VT E into dl है और Wi क्या है अब यहां हम यह मान रहे हैं कि यह इंसीडेंट वेव एक स्रोत से आ रही है जो दूर क्षेत्र में है तो वास्तव में यह एक प्लेन वेव है प्लेन वेव के लिए Wi क्या हैं प्लेन वेव के लिए हम जानते हैं एंटीना पर इस बिंदु पर पॉवर घनत्व जहाँ मैं कैप्चर कर रहा हूँ शक्ति घनत्व क्या है क्या मैं इसे E square by 2 Z0 लिख सकता हूं जहां Z0 पहले हम इसे eta not कॉल करते थे इसे E square by 2 eta not कहना बेहतर है जहां eta not मुक्त स्थान का इन्ट्रिंसिक इम्पीडेन्स है जो कि 377 ओम है तो अब हम इसे डालते हैं यह E dl square by 8 E square by 2 eta not है और यह मान हमें धारा तत्व के लिए मिला है Ra क्या है यदि आप अपने नोट्स को देखते हैं तो यह 80 pi square dl square by lambda not square हैं इसलिए यदि आप इसे सरल करते हैं तो यह 3 lambda square by 8 pi 0119 lambda not square के बराबर है तो मान मान्य है इसका मतलब है यह हमें मिल गया है तो मुझे एक धारा तत्व का फिर से Ae max लिखने दें यह 0119 lambda not square है तो यह एक दोषरहित धारा तत्व के लिए है और जाहिर है इस प्रकार के धारा तत्व के लिए नुकसान काफी कम है लेकिन अगर यह नुकसान काफी बड़ा है इसका मतलब है अगर वास्तव में धारा तत्व का विकिरण प्रतिरोध 80 pi square dl square by lambda not square है यह बहुत अधिक है तो अगर हम लेते है कि वहाँ लॉस हैं और हमें कहने दें कि RA RL के बराबर है उस मामले में कुल RT यह 2 RA होगा और इसी तरह उस समय Ae max मूल्य इसका आधा हो जाएगा तो एक लॉसी एंटीना लॉसी धारा तत्व के लिए Ae max भी कम होगा अब हम कुछ विशिष्ट मूल्य लेते है मान लें कि हम बाद में देखेंगे कि डायपोल इसे एक धारा तत्व माना जा सकता है एक डायपोल को धारा तत्व माना जा सकता है अगर यह ऑपरेशन लंबाई by आवृत्ति से 1 by 50 कम है इसलिए यदि मेरे पास lambda not by 50 लम्बाई का एक डायपोल है तो इसका Ae max इसे मैं हानिरहित मान रहा हूँ तो Ae max 0199 lambda not square है अब Ae मैक्सिस क्या है यह l into प्रभावी चौड़ाई के समान है जो कि 0199 lambda not square है अब लम्बाई जो मैंने मानी है लैम्ब्डा नॉट by 50 into है Wi 0199 lambda not square हैं इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो प्रभावी चौड़ाई का मान 595 lambda not square है इसलिए भौतिक रूप से आम तौर पर डायपोल जब हम डिजाइन करते हैं तो हम देखेंगे कि डायपोल भौतिक आयाम एक डायपोल की भौतिक चौड़ाई आमतौर पर डायपोल भौतिक व्यास lambda भाग 300 हैं तो यह Wi हो जाता है यह वास्तव में 1785 डी है तो यह वास्तव में प्रभावी चौड़ाई या डायपोल या विद्युत तत्व की विद्युत चौड़ाई है अगर यह लगभग 1500 गुना है तो यह भौतिक तरंग है और आपको प्रभावी क्षेत्र प्रदान करता है जैसा कि मैंने कहा कि धारा तार प्रकार के एंटीना के लिए प्रभावी क्षेत्र ज्यादा छोटा या ज्यादा बड़ा होता है यह भौतिक क्षेत्र है जहां मूल रूप से चौड़ाई मिलती है अन्यथा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है अब हम एक और तरकीब करते हैं कि यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं तो हम इस सूत्र को सिद्ध करेंगे लेकिन यदि आप ऐसा मानते हैं तो मैंने पहले ही धारा तत्व के लिए Ae max का पता लगा लिया है तो धारा तत्व के गैन का क्या मूल्य है यह भी कि हमने पाया नहीं है आम तौर पर हमने इसे पाया है और मुझे लगता है कि असाइनमेंट में यह दिया जाएगा कि धारा तत्व का गैन ढूंढें धारा तत्व का गैन निकालें तो G यहाँ से G का पता लगाते है तो G का मान क्या होगा Ae max धारा तत्व के लिए 0119 लैंबडा नॉट स्क्वायर into 4 pi by लैंबडा नॉट स्क्वायर है तो lambda not square 4 pi को रद्द कर देगा मोटे तौर पर 12 into 012 012 into 12 तो यह 144 है वास्तविक मूल्य यदि आप करते हैं तो यह 15 होगा तो मोटे तौर पर गैन 15 है जो कि एक आइसोट्रोपिक एंटीना की तुलना में है जब धारा तत्व हमने देखा है जहां एक धारा तत्व विकिरण की अधिकतम दिशा है धारा तत्व का विकिरण पैटर्न कुछ इस तरह है कि दिशा में अधिकतम विकिरण हो रहा है तो एक आइसोट्रोपिक एंटीना की तुलना में यह इस दिशा में 15 गुना शक्ति बनाता है और यह एक व्यावहारिक एंटीना के लिए बुरा नहीं है जैसे कि डायपोल रेजोनैंट डायपोल हाफ वेव डायपोल जिसका गैन 167 होता है तो हम कह सकते हैं कि धारा तत्व जिसकी पहले हमने चर्चा की है जब हमने इस बात को पेश किया कि धारा तत्व एक निराशाजनक रेडिएटर है क्योंकि इसका विकिरण प्रतिरोध बहुत कम है लेकिन इसकी एक बहुत अच्छी विशेषता है इसकी एक बहुत अच्छी निर्देशक विशेषता है तो इसीलिए हमने धारा तत्व का अध्ययन किया हमने उस समय कई अन्य चीजों का अध्ययन किया जिसमें हमने कहा कि यह वही है जो हमें अच्छी जानकारी देता है की एक जटिल एंटीना के अंदर क्या होता है सभी जटिल एंटीना के लिए कुछ सामान्य चीजें हैं जो हम धारा तत्व से प्राप्त करते हैं लेकिन यह एक बहुत अच्छा रेडिएटर है इसकी संरचना के कारण इसकी ज्यामिति के कारण और यह यहां साबित होता है तो यह मान फिर से मैं आगे उपयोग करूँगा तो अब मुझे पता चलेगा मैं आपको इस फार्मूला को साबित करने के लिए एक विचार प्रयोग करूंगा इसका मतलब है कि हमें इस फार्मूला को साबित करना होगा क्योंकि यह मैंने साबित नहीं किया है Ae max यानी इसका मतलब है ट्रांसमिटिंग गैन और प्रभावी एपर्चर में क्या सम्बन्ध है मैं इसे अब साबित करूँगा तो इसके लिए एक दूरी R पर दो एंटीना पर विचार करें तो यह एक एंटीना है यह दूरी R पर है एक दूसरे के दूर क्षेत्र में और हम कहते हैं कि यह एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है यह एक रिसीविंग एंटीना है तो यह जो कुछ भी ट्रांसमिट कर रहा है रिसीव कर रहा है यह कितना ट्रांसमिट कर रहा है माना कि यह Pt मान की शक्ति का संचार कर रहा है तो इसकी इस दिशा में डिरेक्टिविटी Dgt है या मैं कह सकता हूं इस दिशा में अधिकतम डिरेक्टिविटी या इस दिशा में डिरेक्टिविटी यदि यह एक V है जो Dgt है आप देख रहे हैं कि T सबस्क्रिप्ट मैं उपयोग कर रहा हूं क्योंकि यह एक ट्रांसमीटर है और यह क्षेत्र प्रभावी क्षेत्र Ae है या मैं Atm को इस मामले के लिए अधिकतम प्रभावी क्षेत्र लिख सकता हूं और इन एंटीना के लिए संबंधित चीजें Arm और Dgr हैं तो इसका मतलब है मूल रूप से यह Pt बाद में आता है वास्तव में ये एंटीना विशेषता Atm और Dgt हैं इस के लिए Atm Dgt क्योंकि ये रिसीविंग एंटीना हैं ये ट्रांसमिटिंग एंटीना हैं अब इस बिंदु पर एक शक्ति घनत्व क्या है अगर यह एंटीना शक्ति Pt से एक ट्रांसमीटर से जुड़ा है तो क्या मैं यहां Wt कह सकता हूं कि वह Pt by 4 pi R square होगा क्योंकि यह एक दूर क्षेत्र तरंग गुणा Dgt हैं हम यह नहीं मान रहे हैं हम डिरेक्टिविटी कह रहे हैं इसका मतलब है दोषरहित एंटीना और दक्षता अब यह एंटीना कितनी शक्ति एकत्रित करेगा शक्ति Pr जो एकत्र की जाएगी Wt into Ar के बराबर होगी तो यह होगा कि मैं m नहीं लिख रहा हूं क्योंकि m अधिकतम के लिए है मैं इसे पहले से लिख रहा हूं तो वह है Pt Dgt Ar by 4 pi R square यहां से मैं लिख सकता हूं Dgt Ar Pr by Pt 4 pi R square के बराबर है अब मैं एक प्रमेय का आह्वान करता हूं जिसे रेसप्रॉसिटी प्रमेय कहा जाता है इसलिए मैं कहता हूं कि अगर एंटीना दो का उपयोग एक ट्रांसमीटर के रूप में किया जाता है इस एंटीना को रिसीवर के रूप में उपयोग किया जाता है और हस्तक्षेप करने वाला माध्यम लीनियर पैसिव अनिसोट्रॉपी है जिसका अर्थ है जिसे सरल माध्यम कहा जाता है फिर क्या मैं यह लिख सकता हूं कि आप यह काम करते हैं कि अब यह ट्रांसमिटिंग Pt है यह रिसीविंग Pr है ये चीजें समान हैं इसलिए यदि हम फिर से लिखते हैं तो हम यह साबित कर सकते हैं कि Dgr At Pr by Pt 4 pi R square के बराबर होगा तो इससे हम कहते हैं कि Dgt Ar Dgr At के बराबर है इसलिए मैं यह लिखूंगा कि Dgt Ar Dgr At के बराबर है या Dgt by At Dgr by Ar के बराबर है यह संबंध कहता है कि एंटीना की बढ़ती हुई डिरेक्टिविटी उसी अनुपात में इसकी प्रभावी एपर्चर को बढ़ाती है तो अगर Atm और Arm क्रमशः एंटीना 1 और 2 के अधिकतम प्रभावी एपर्चर हैं तो हम लिख सकते हैं कि Dt by Atm Dr by Arm के बराबर है जहाँ Dt और Dr डिरेक्टिविटी के अधिकतम मान हैं अब आप देखते हैं कि यह संबंध सभी एंटीना के लिए मान्य है माना जाता है कि पहला एक आइसोट्रोपिक एंटीना है यदि यह एक आइसोट्रोपिक एंटीना है तो इसकी अधिकतम डिरेक्टिविटी 1 है इसलिए हम लिख सकते हैं कि Atm Arm by Dr के बराबर है तो एक आइसोट्रोपिक एंटीना का अधिकतम प्रभावी क्षेत्र क्या है यह अधिकतम प्रभावी क्षेत्र व किसी भी अन्य एंटीना की डिरेक्टिविटी के अनुपात के बराबर है मैं दोहराता हूं एक आइसोट्रोपिक एंटीना का अधिकतम प्रभावी क्षेत्र अधिकतम प्रभावी क्षेत्र एवं किसी भी अन्य एंटीना की अधिकतम डिरेक्टिविटी के अनुपात के बराबर है मुझे चुनने दें कि कोई भी अन्य एंटीना धारा तत्व है क्योंकि मैं धारा तत्व के लिए इन दो मानों को जानता हूं तो इसे डालें तो धारा तत्व का अधिकतम प्रभावी क्षेत्र क्या हो यह 0199 lambda not square है और Dr क्या है यह 15 है तो यह पता करें कि यह कुछ भी नहीं है लेकिन इसलिए यह मान lambda not square by 4 pi है तो हम यह कह सकते हैं कि lambda not square by 4 pi Arm by Dr के बराबर है तो यहां से हम कह सकते हैं कि किसी भी एंटीना की Ae max क्योंकि अब r सबस्क्रिप्ट मैं छोड़ रहा हूं तो यह किसी भी सामान्य एंटीना के लिए सही है तो Ae max कुछ भी नहीं है लेकिन lambda not square by 4 pi into Dmax या कुछ और अब कई बार आप देखते है कि उस समय मैंने आपको गैन लिखा है इसलिए यह एक गैन है तो यह सूत्र सिद्ध होता है कि Ae max लैंबडा नॉट स्क्वायर 4 pi है इसके बजाय Dmax हम इसे गैन कह रहे है अगर वहाँ वो कुशलताएं शामिल है वे यहाँ प्रभावित होनी चाहिए तो यह एक बहुत ही उपयोगी चीज है लेकिन जाहिर है अगर यह यहाँ हैं हमने मान लिया है कि एंटीना दोषरहित हैं एंटीना में कोई पोलेराइजेशन मिसमैच हैं यहाँ कोई इम्पिडेन्स मिसमैच नहीं हैं आदि यदि वह वहां है तो उनका सबका गुणनखंड किया जाना चाहिए कुशलता के रूम में लेकिन यह एक बहुत ही उपयोगी संबंध है क्योंकि अगर मुझे किसी भी एंटीना की ट्रांसमिशन विशेषता पता है तो यह मुझे एंटीना की रिसीविंग विशेषता को खोजने के लिए संबंधित करती है तो यह मार्ग एंटीना के प्रभाव क्षेत्र के माध्यम से है यही कारण है कि यह एंटीना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है